हमने व्याख्यान के पहले भाग में स्मार्ट ग्रिड पर चर्चा की है हमने नियमित पारंपरिक इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न लाभों को देखा है हमने यह भी देखा है कि इस स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न घटक हैं विभिन्न पहलुओं हम पहले से ही स्मार्ट ग्रिड के 2 ऐसे पहलुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं एक स्मार्ट घर है दूसरा उपभोक्ता की व्यस्तता है अब स्मार्ट ग्रिड के अन्य चार पहलुओं को जारी रखने और देखने जा रहे हैं इसलिए हम ऑपरेशन केंद्र के साथ शुरू करेंगे इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास पारंपरिक ऑपरेशन सेंटर के अलग अलग ड्रा बैक हैं पारंपरिक रूप से ये ऑपरेशन सेंटर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा का उपयोग ग्रिड से हो रहा है अगर ग्रिड वोल्टेज अधिक ऊर्जा उत्पादन के कारण सीमित है तो ग्रिड अस्थिर है नियंत्रण क्षमताओं और दोलन का पता लगाने का कोई साधन नहीं है जो ब्लैकआउट की ओर जाता है और ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह के बारे में सीमित जानकारी होती है एक स्मार्ट ग्रिड में यह संभव है स्मार्ट ग्रिड मूल रूप से ट्रांसमिशन सिस्टम की जानकारी और नियंत्रण प्रदान करके ऑपरेशन सेंटर के संबंध में इनमें से कुछ अलग कठिनाइयों को काबू करता है और ऊर्जा ग्रिड को अधिक विश्वसनीय और व्यापक ब्लैकआउट प्रसार की संभावना को कम करता है स्मार्ट ग्रिड में संचरण प्रणाली की निगरानी और नियंत्रण के लिए फसर प्रबंधन इकाइयों या पीएमयू को उपयोग किया जाता है ये PMUs जो करते हैं वह वोल्टेज और करंट को स्थापित स्थान पर निश्चित नमूना दर के साथ नमूना लेता है और फिर उस विशेष स्थान पर सक्रिय पावर सिस्टम का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है और इस तरह यह नमूना दर को बढ़ाता है पीएमयू ऊर्जा वितरण प्रणाली का गतिशील परिदृश्य प्रदान करता है पीएमयू अग्रिम रूप से ब्लैकआउट की संभावना को पहचानने में मदद करता है और इन कई पीएमयू को एक साथ जोड़ा जा सकता है जिन्हें फ़ेसर नामक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है और फ़ेसर नेटवर्क की यह कनेक्टेड जानकारी फिर स्काडा सिस्टम को दी जा सकती है एक सर्वर हो या कुछ डेटा अधिग्रहण और एनालिटिक्स और विश्लेषण क्षमता के साथ कुछ केंद्रीकृत प्रणाली हो और यह उस विशेष जानकारी के बेहतर उपयोग के लिए और विश्लेषण किया जा सकता है तो ये ऑपरेशन सिस्टम ऑपरेशन सेंटरों में स्व उपचार क्षमता है तो स्व उपचार तंत्रों द्वारा ये आत्म चिकित्सा अवांछित शक्ति दोलनों को कम करना संभव है इसका मतलब है कि आप पावर ऑसिलेशन पावर वोल्टेज में उतार चढ़ाव वगैरह वगैरह जानते हैं जिससे वे भीग सकते हैं और फिर एक विशेष ट्रांसमिशन लाइन में लोडिंग से बचने के लिए ग्रिड रीयरिंग पावर फ्लो के जरिए करंट के अवांछित प्रवाह से बचते हैं और यह डिस्ट्रीब्यूशन इंटेलिजेंस के जरिए संभव है या वितरित खुफिया प्रणाली में इसे शामिल किया गया हैं डिमांड साइड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी संभव है ऊर्जा की आपूर्ति उपभोक्ताओं की खपत और उस विशेष समय में ऊर्जा सेवा प्रदाता द्वारा तय की गई खपत और कीमत के अनुसार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है और जैसा कि मैंने पहले बताया था अब कीमत दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है और उपभोक्ता अपने विभिन्न उपकरणों को कनेक्ट कर सकते हैं वे दिन के अलग अलग समय पर कार्य करने के लिए अपने विभिन्न उपकरणों को शेड्यूल कर सकते हैं जो पीक या ऑफ पीक आवर्स पर निर्भर करते हैं और उनमें से प्रत्येक उन्नत कम्प्यूटेशनल विधियों की मदद से संभव है तो स्मार्ट ग्रिड में ऊर्जा वितरण गठबंधन बना सकता है और एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकता है तो यह वितरित इंटेलिजेंस या डिस्ट्रीब्यूशन इंटेलिजेंस का तात्पर्य है कि ऊर्जा वितरण प्रणाली स्मार्ट डिवाइस सेंसर आधारित डिवाइस स्मार्ट IoT डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस से लैस है और यह वह वजह है जिससे स्मार्ट ग्रिड उपभोक्ताओं के लिए बहुत आकर्षक हो जाता है इसलिए स्मार्ट मीटर वितरण खुफिया के साथ साथ बिजली आउटेज के स्रोत की पहचान करने में मदद कर सकते हैं यहाँ विभिन्न सेंसर हैं जिनका उपयोग किया जाता है तो सेंसर और उनके अलग अलग डेटा से जो सेंसर के प्रत्येक स्थान से सुसज्जित हैं बहुत बुद्धिमान तरीके से स्वचालित रूप से यह पता लगाना संभव है कि जहां चीजें गलत हो रही हैं बिजली के आउटेज का स्रोत क्या है वास्तविक और प्रतिक्रियाशील शक्ति के बीच संतुलन का अनुकूलन करने वाले स्वचालित स्विचिंग को कंघी करके स्वचालित रूप से विद्युत प्रवाह सुनिश्चित करते हैं प्रतिक्रियाशील शक्ति के मामले में ऊर्जा और उपकरणों को संग्रहित करने और जारी करने वाले उपकरण ऊर्जा को स्टोर और जारी कर सकते हैं और वास्तविक विद्युत खपत के बिना वृद्धि हुई विद्युत धाराओं का कारण बन सकते हैं बुद्धिमान वितरण प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति के उचित स्तर को बनाए रख सकते हैं और फीडर की रक्षा और नियंत्रण कर सकते हैं अब हम दूसरे घटक को देखते हैं क्योंकि मैं इसे स्मार्ट ग्रिड के रूप में कह रहा था जिसे इलेक्ट्रिकल वाहनों में प्लग PEVs कहा जाता है या यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहन प्लग है या PHEVs स्मार्ट ग्रिड में बिजली के वाहनों में प्लग के कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है और इन PEV के साथ क्या होता है ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे पास ये गैस स्टेशन हैं गैस स्टेशनों में क्या होता है वाहन आते हैं और वे मूल रूप से पेट्रोल पंप से कनेक्ट होते हैं और वाहन को पेट्रोल या डीजल मिलता है ईंधन को कार या वाहन के ईंधन टैंक में इंजेक्ट किया जाता है और फिर उस बिल के अनुसार जो उपभोक्ता या उपयोगकर्ता के लिए उत्पन्न होता है और पेट्रोल या डीजल में से जो ईंधन उसने खरीदा है वह उसके लिए भुगतान करता है पीईवी के मामले में भी इसी तरह की बात होती है इसलिए चार्जिंग स्टेशन हैं जैसेकि हमारे पास पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन हैं यहाँ शहर में चार्जिंग सबस्टेशन हैं इसलिए इन इलेक्ट्रिक वाहनों को वे जाने वाले हैं और वे इन विभिन्न बिंदुओं से जुड़ने जा रहे हैं जहां यह वाहन को चार्ज कर सकता है और वाहन के मालिक या ड्राइवर द्वारा वाहन पर जितना चार्ज प्राप्त किया गया है मालिक या ड्राइवर उस खपत की गई इकाई के लिए भुगतान करता है जिसे वाहन में स्थानांतरित कर दिया गया है पीईवी में समान रूप से समान स्थिति होती है तो ये बहुत दिलचस्प हैं और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में प्लग PHEVs क्या होता है यह हाइब्रिड वाहन है यह एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन है तो आपके यहाँ आपके पास न केवल ऊर्जा का विद्युत स्रोत है जो सिस्टम को चलाता है बल्कि पारंपरिक जिसे आप गैसोलीन या आप पारंपरिक डीजल गैसोलीन वगैरह से जानते हैं इसलिए हमारे पास वाहनों को चलाने वाले ऊर्जा के हाइब्रिड स्रोत हैं तो कभी कभी यह डीजल पर चल रहा होता है एक बस डीजल पर चलती है जबकि हाइब्रिड बस में हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहन कभी कभी बिजली पर चल सकता है इसलिए हमारे पास शक्ति के प्रसारण के दोनों स्रोत हैं पीईवी मूल रूप से तेल पर निर्भरता को कम करने में मदद करते हैं और ये साफ और स्वच्छ स्रोत हैं क्योंकि बिजली एक स्वच्छ स्रोत है जैसा आप जानते हैं इसलिए कोई प्रदूषण नहीं है जब पीईवी बिजली पर चल रही है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली संयंत्रों पर निर्भर है और ऊर्जा सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं की बैटरी को ऑफ पीक आवर्स में चार्ज करने के लिए प्रोत्साहित करता है पीईवी को पीक ऑवर्स में ऊर्जा स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम इस विशेष आकृति को देखें इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास बिजली उत्पादन प्रणाली है और यह वह आकृति है जिसे हमने पहले भी देखा है लेकिन यहां हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं हम इसे संचार के दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास 2 प्रकार के प्रवाह हैं एक ऊर्जा का प्रवाह है दूसरा सूचना का प्रवाह है इसलिए हमारे पास विद्युत प्रवाह का पारंपरिक प्रवाह ऊर्जा है और हमारे पास अतिरिक्त सूचना प्रवाह है तो यह आपको पता होना चाहिए इसलिए और इसकी आवश्यकता क्यों है यह आवश्यक है क्योंकि कभी कभी उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक हो सकता है उदाहरण के लिए अपने कुछ उपकरणों पर काम करना या सेवा प्रदाता को पावर सेंटर को इसके लिए कुछ जानकारी दिला सकते हैं सेवा प्रदाता कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उनके मध्यवर्ती सिस्टम पर अपने उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर के माध्यम से इनमें से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारे पास है वह न केवल ऊर्जा का प्रवाह है बल्कि जानकारी का प्रवाह भी है इसलिए संचार बहुत महत्वपूर्ण है स्मार्ट ग्रिड का एक महत्वपूर्ण घटक संचार घटक है और यहां हमारे पास स्मार्ट उपकरण हैं स्मार्ट मीटर और गेटवे हैं संचार गेटवे और नेटवर्क गेटवे हैं और हमारे पास डेटा एग्रीगेटर इकाइयां हैं DAUs डेटा एग्रीगेटर इकाइयाँ मूल रूप से प्रत्येक अलग अलग घरों से इन विभिन्न उपकरणों के डेटा को एकत्रित करती हैं और उनके अनुरूप स्मार्ट मीटर DAUs से जुड़े होते हैं और फिर हमारे पास मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली MDMS होती है तो ये स्मार्ट ग्रिड के संचार पहलू के विभिन्न घटक हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक घटक वे पारंपरिक नेटवर्क के विभिन्न नोड्स बना सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी इसलिए अलग अलग नेटवर्क स्मार्ट ग्रिड संचार के साथ जुड़े हुए हैं हमारे पास स्मार्ट ग्रिड के मामले में पड़ोस क्षेत्र नेटवर्क विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क आईपी नेटवर्क और सेंसर और एक्चुएटर नेटवर्क जैसी विभिन्न शब्दावली हैं इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के नेटवर्क हैं इसलिए स्मार्ट ग्रिड उपकरणों के लिए उपलब्ध प्रोटोकॉल जो उपयोग किए जाते हैं वे हैं सी बस DECT EnOcean और यूनिवर्सल पॉवर लाइन बस और मैं इसके माध्यम से नहीं जा रहा हूं लेकिन संबंधित डेटा दर यहाँ चित्र में है और मुख्य विशेषता आपके सामने स्लाइड में दी गई है इसी तरह की डेटा दर के साथ हमारे पास ज़िगबी और सिंपल केबल सॉल्यूशन एससीएस भी हैं और उनकी संबंधित विशेषताएं यहाँ दी गई हैं इनमें से कुछ ज़िगबी जिसकी हम पहले ही एक व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं और आप जिगबी को जानते हैं जिगबी बहुत ही आकर्षक है आपको पता है कि नेटवर्क में अलग अलग नोड्स के बीच स्थापित कम डेटा दर छोटी शॉर्ट रेंज संचार विभिन्न सेंसर यह संभव है कि स्मार्ट ग्रिड में सेंसर और उनके बीच जिगबी संचार हो हमारे पास अलग अलग अन्य घटक भी हैं जैसे स्मार्ट मीटर और गेटवे जहाँ प्रत्येक गेटवे स्मार्ट मीटर से बहुत निकटता से जुड़ता है गेटवे ज्यादातर वाई फाई पर आधारित होता है जो 80211 होता है गेटवे 2 तरह से संचार में मदद करता है और स्मार्ट मीटर ऊर्जा खपत की सूचना को आगे बढ़ाता है घरेलू उपकरणों से लेकर गेटवे तक की खपत और बिलिंग राशि और गेटवे से नियंत्रण की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए ये गेटवे स्मार्ट मीटर और डेटा एकत्रीकरण इकाइयों के बीच लिंक के रूप में कार्य करते हैं डेटा एकत्रीकरण इकाइयां कुछ भौगोलिक क्षेत्र की ऊर्जा खपत या ऊर्जा अनुरोध को एकत्र करती हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी बहुत आवश्यकता है इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है वह एक बहुत ही जटिल समस्या है और यह जटिल वितरित समस्या को उन पारंपरिक समूह या क्लस्टरिंग आधारित तंत्र की मदद से हल किया जा सकता है इसलिए डीएयू का उपयोग क्लस्टरिंग दृष्टिकोण के समान है इसलिए हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वह किसी विशेष क्षेत्र में हर कुछ संस्थाओं के लिए है हमारे पास यह डीएयू हैं यह डीएयू सूचना और ऊर्जा खपत वगैरह के एग्रीगेटर बनने जा रहे हैं और फिर यह डीएयू सूचना एकत्रीकरण के बाद आगे एमडीएमएस के माध्यम से केंद्रीकृत समन्वयक को ऊर्जा की खपत की जानकारी देते हैं इसलिए MDMS केंद्रीकृत बैक एंड से जुड़ने में मदद करता है और यह कतार के लिए बफर को बनाए रखता है DAU मूल रूप से उपभोक्ताओं की ऊर्जा खपत की जानकारी को कतार में रखने के लिए एक बफर बनाए रखते हैं MDMS स्मार्ट ग्रिड संचार के लिए एक केंद्रीकृत समन्वयक के रूप में कार्य करता है जो इसे सेवा प्रदाताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह ऑपरेशन केंद्र का हिस्सा है एमडीएमएस उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रति यूनिट ऊर्जा की कीमत तय करता है इसलिए यह MDMS स्मार्ट ग्रिड के कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए हमें इस बात को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि DAU मूल रूप से MDMS को डेटा भेजते हैं जो कि सेवा प्रदाता के अंत में स्मार्ट ग्रिड के बैक एंड में स्थित है और यह संपूर्ण स्मार्ट ग्रिड के लिए एक केंद्रीकृत समन्वयक है यह ग्रिड और ऑपरेशन सेंटर का हिस्सा है और प्रति यूनिट ऊर्जा की कीमत तय करता है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह एमडीएमएस तय करता है कि प्रति यूनिट ऊर्जा का मूल्य उपभोक्ताओं द्वारा अलग अलग समय पर भुगतान किया जाना है इस स्मार्ट ग्रिड संचार में अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा पहलू है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक पारंपरिक बिजली प्रणाली के साथ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन एक साइबर भौतिक प्रणाली और जैसा कि किसी साइबर आधारित प्रणाली में होता है और कोई भी साइबर भौतिक प्रणाली सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है एक स्मार्ट ग्रिड में विभिन्न प्रकार की कमजोरियां हैं हमारे पास अखंडता उपलब्धता के साथ मुद्दे हैं गतिशील प्रणाली के हमले संभव हैं विभिन्न प्रकार के हमले संभव हैं स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न घटकों पर विभिन्न प्रकार के भौतिक खतरे संभव हैं स्मार्ट ग्रिड पर अन्य जटिल और समन्वित हमले शुरू किए जा सकते हैं इसलिए इन पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है जब हम एक स्मार्ट ग्रिड का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं तो अखंडता बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि यह डेटा के उपयोग के बारे में है कि विभिन्न प्रकार के डेटा सिस्टम में फीड किए जाते हैं आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के हमले किए जा सकते हैं उदाहरण के लिए डेटा इंजेक्शन हमला डीआईए हमला स्मार्ट ग्रिड पर किया जा सकता है और स्मार्ट ग्रिड के कामकाज की समग्र अखंडता को प्रभावित करता है सिस्टम को बहुत आसानी से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है एक हमलावर सिस्टम माप में हेरफेर कर सकता है इसलिए कि गलत डेटा थर्मल ट्रांसमिशन सीमा तक नहीं पहुंच सके यह सिस्टम की गतिशीलता में बड़े उतार चढ़ाव को प्रेरित करता है जिससे जेनरेटर लोड साझाकरण या यहां तक कि सिस्टम ब्लैकआउट डिस्कनेक्ट करने वाली अतिरिक्त लाइनों को ट्रिप करने का कारण बन सकता है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समग्र प्रणाली क्षतिग्रस्त हो सकती है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा अवधारणा है उदाहरण के लिए सिस्टम की अखंडता को चोट पहुंचाने से वित्तीय लाभ हो सकते हैं आप जानते हैं कि हमलावर बिजली की कीमतों में हेरफेर कर सकता है ऐसा करने से सेवा प्रदाता से कम कीमत के साथ ऊर्जा खरीद सकते हैं और उच्च लाभ कमा सकते हैं और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यह करना बहुत आसान है क्योंकि साइबर सिस्टम मूल रूप से भौतिक प्रणाली से जुड़ता है और साइबर सिस्टम के माध्यम से भौतिक प्रणाली पर हमले शुरू किए जा सकते हैं और यह अप्रत्यक्ष रूप से कम कीमतों पर या कम कीमतों पर भी बिजली चुराए बिना संभव है बिना कीमत चुकाए बिजली चोरी की जा सकती है अलग अलग समय तुल्यकालन के हमलों को लॉन्च किया जा सकता है जहां एक विरोधी एक गलत नियंत्रण और सुरक्षा कार्यों की उपज के द्वारा गलत वर्चुअलाइजेशन बनाने के लिए वास्तविक सिस्टम स्थितियों का मुहर लगी माप के समय के संदर्भ में हेरफेर कर सकता है उपलब्धता स्मार्ट ग्रिड की सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है स्मार्ट हमलों की विभिन्न प्रकार की अस्वीकृति के विभिन्न प्रकार रिप्ले हमलों को लॉन्च किया जा सकता है रीप्ले अटैक में मूल रूप से क्या होता है यदि हमलावर बिना कारण के इनपुट डेटा को सिस्टम में इंजेक्ट करता है औसत दर्जे के आउटपुट में परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के अन्य वितरित डेटा इंजेक्शन हमलों के गतिशील डेटा इंजेक्शन हमले हो सकते हैं जहां हमलावर ग्रिड डेटा के डेटा को इंजेक्ट करने के लिए ग्रिड डायनामिक मॉडल के ज्ञान का उपयोग करता है जो अस्थिर ध्रुवों की अस्थिरता का कारण बनता है भौतिक खतरों को हमलावर लॉन्च किया जा सकता है मूल रूप से भौतिक रूप से कुछ घटकों को नुकसान पहुंचाता है उदाहरण के लिए जनरेटर के सबस्टेशन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और विभिन्न प्रकार के समन्वित हमले भी लॉन्च किए जा सकते हैं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि स्मार्ट ग्रिड क्लाउड प्रौद्योगिकी को साथ साथ उपयोग कर सकता है क्योंकि यह स्मार्ट ग्रिड जैसा कि हमने देखा है कि यह बहुत सारे उत्पादन का एक स्रोत है जो सूचना को क्लाउड पर संग्रहीत कर सकता है और इसलिए क्लाउड प्रौद्योगिकी के साथ वृद्धि की मदद से बहुत महत्वपूर्ण चीजें कि जा सकती हैं इसलिए क्लाउड एप्लिकेशन अलग अलग कई पहलुओं में नेतृत्व कर सकते हैं उदाहरण के लिए ऊर्जा प्रबंधन सूचना प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन इसलिए मैं इनमें से प्रत्येक के उपयोग के बारे में संक्षेप में बात करने जा रहा हूं लेकिन शोध पत्र में यह उपलब्ध है जो कि संदर्भ के लिए स्लाइड पर दिया गया है इसलिए यह पेपर वर्ष 2015 में समानांतर और वितरित प्रणालियों पर IEEE ट्रांसक्शन्स में प्रकाशित किया गया है और यह पेपर विशेष रूप से स्मार्ट ग्रिड और क्लाउड प्रौद्योगिकियां के लाभों का दोहन करने के लिए लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करता है कि कैसे इनमें से प्रत्येक एक साथ एकीकृत हो सकती हैं और बिजली व्यवस्था को बहुत अधिक आकर्षक बना सकती है इसलिए जैसा कि हम इस विशेष आकृति में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है हमारे पास सबस्टेशन माइक्रो ग्रिड ग्राहकों की पारंपरिक बिजली लाइनें हैं और फिर हमारे पास संचार लिंक भी है और यह संचार लिंक मूल रूप से क्लाउड डेटा स्टोरेज और इस डेटा को यहां दिखा रहा है दूसरी तरफ जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक और प्रकार का क्लाउड है जो ऊर्जा भंडारण है इसलिए हमारे पास क्लाउड एनर्जी स्टोरेज है जो मूल रूप से यहां पर बिजली स्टोर करता है और दूसरी तरफ इस जानकारी को क्लाउड डेटा स्टोरेज में स्टोर किया जा सकता है इसलिए ऊर्जा भंडारण और डेटा भंडारण को एक साथ 2 अलग अलग प्रकार के क्लाउड में वैचारिक रूप से लाया जा रहा है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यह क्लाउड इंटीग्रेटेड स्मार्ट ग्रिड की मदद से संभव है इसलिए ऊर्जा प्रबंधन और क्लाउड एप्लिकेशन बहुत दिलचस्प हैं स्मार्ट ग्रिड में ऊर्जा प्रबंधन क्लाउड अनुप्रयोगों का उपयोग करके अधिक कुशल हो सकता है जिसे ग्राहकों से क्लाउड अनुरोधों के एकीकरण के साथ शेड्यूल किया गया है जो उपलब्ध संसाधनों की प्राथमिकता और अन्य एप्लिकेशन बाधाओं के आधार पर निष्पादित किया जाना है तो यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि आप जानते हैं इसलिए क्लाउड साइड में क्लाउड के विभिन्न मॉडल होते हैं जिनका उपयोग यहां स्मार्ट ग्रिड द्वारा ऊर्जा प्रबंधन के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए हमारे पास यह प्लेटफॉर्म है एक सेवा के रूप में हमारे पास सॉफ्टवेयर है एक सेवा के रूप में हमारे पास बुनियादी ढांचा है इसलिए न केवल आप सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए क्लाउड का उपयोग कर रहे होंगे लेकिन अलग अलग एल्गोरिदम और अलग अलग सॉफ़्टवेयर को क्लाउड सिरे पर निष्पादित किया जा सकता है जोकि स्मार्ट ग्रिड को क्लाउड प्रौद्योगिकी के लाभ दोहन करने में मदद करता है माइक्रो ग्रिड प्रबंधन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों का एकीकरण विभिन्न मॉड्यूल जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर प्रबंधन और सेवा के रूप में आकर्षण के रूप में काम आता है समर्थित ग्राहकों की संख्या मूल रूप से इस तरह से बढ़ती है और क्लाउड एप्लिकेशन के साथ सूचनाओं को एकीकृत करना और विश्लेषण करने के लिए कई स्मार्ट मीटर से वास्तविक समय की मांग और ऊर्जा कर्व को एक साथ संतुलित करना संभव है इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि आपके द्वारा ज्ञात बहुत सारे गतिशील पहलू कुशल रूप से प्रबंधित किये जा सकते हैं क्योंकि जब हम स्मार्ट ग्रिड में ऊर्जा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो चीजें बहुत गतिशील हैं न कि केवल मूल्य निर्धारण गतिशील है बल्कि सब कुछ ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा वितरण ऊर्जा का उपयोग प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारण गतिशील है और ये सभी स्मार्ट एल्गोरिदम और सॉफ़्टवेयर के सभी अनुरोधों को इन विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए हैं और क्लाउड इस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं फिर एक और लाभ वास्तविक समय ऊर्जा उपयोग और मूल्य निर्धारण की जानकारी साझा की जा सकती है इसलिए हमारे पास क्लाउड में ये हैं संचार नेटवर्क का सब कुछ एक साथ नेटवर्क का समर्थन करता है इसलिए ऊर्जा उपयोग मूल्य निर्धारण की जानकारी उन संभावित ग्राहकों और न केवल ग्राहकों के साथ साझा की जा सकती है बल्कि अन्य हितधारकों के लिए भी है इसलिए यह ऊर्जा प्रबंधन था तो अब हमारे पास सूचना प्रबंधन है इसलिए स्मार्ट ग्रिड में सूचना प्रसंस्करण अलग अलग घटकों से क्लाउड अनुप्रयोगों की जानकारी के लिए उपलब्ध कंप्यूटिंग और भंडारण तंत्र के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है और स्मार्ट ग्रिड डेटा क्लाउड एप्लिकेशन का उपयोग करके क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तविक समय वितरण डेटा प्रबंधन और सूचना के समानांतर प्रसंस्करण की मदद से आपूर्ति और मांग की स्थितियों को साझा किया जा सकता है इसलिए यदि आप इस विशेष आकृति में यहां देख सकते हैं कि हमारे पास उपयोगकर्ता उपकेंद्र माइक्रो ग्रिड उपयोगिता प्रदाता हैं जो क्लाउड डेटा वेयर हाउस के साथ अप्रत्यक्ष रूप से दोनों दिशाओं में संचार कर रहे हैं इसलिए क्लाउड डेटा वेयर हाउस में मूल रूप से सभी डेटा होते हैं तो इन सभी डेटा को क्लाउड डेटा वेयर हाउस में संग्रहीत किया जा सकता है इस विशेष छोर से भी यह द्विदिश है क्योंकि डेटा इस छोर से इन विभिन्न घटकों में भी प्रवाह कर सकता है इसलिए हमारे पास यह सूचना प्रवाह दोनों दिशाओं में है और यह सूचना प्रवाह को ठीक से प्रबंधित करता है तो फिर सुरक्षा पहलु आता है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है इसलिए स्मार्ट ग्रिड में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और विद्युत ऊर्जा प्रणाली एक विद्युत शक्ति सूचना सुरक्षा सूचना सुरक्षा और सुरक्षा प्रणाली क्लाउड सुरक्षा तंत्र का उपयोग करके विकसित की जा सकती है जो निजी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं से लाखों डेटा को स्केल करने और संसाधित करने के लिए उपयुक्त हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों का उपयोग करके विद्युत उपयोगिताये जल्दी और कुशलता से दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर से निपट सकती हैं तो यहाँ आप जानते हैं कि यह विशेष आकृति बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे पास उपयोगकर्ताओं उपयोगिता माइक्रो ग्रिड थर्ड पार्टी और विभिन्न प्रमाणीकरण और प्राधिकरण तंत्रों के माध्यम से है और अंतरिम में हमारे पास यह वेब सेवाएँ हैं जिन्हें आप जानते हैं तो ये मूल रूप से इन विभिन्न उपकरणों से डेटा फ़ीड कर सकते हैं एक अधिकृत डेटा को सुरक्षित डेटा में और इसे क्लाउड पर संग्रहीत किया जा सकता है और दूसरी दिशा भी उसी तरह से है क्योंकि हमारे पास क्लाउड के ये विभिन्न मॉडल हैं IaaS PaaS और SaaS और ये डेटा मूल रूप से इन उपकरणों और क्लाउड मॉडल के बीच साझा किए गए अप्रत्यक्ष रूप से और इस तरह इन घटकों को मध्यवर्ती घटकों और परतों को बहुत अधिक कुशल और सुरक्षित बनाया जा सकता है जिससे सिस्टम पारंपरिक स्मार्ट ग्रिड से अधिक सुरक्षित हो सके तो क्लाउड इस विशेष रूप से सुरक्षा प्रक्रिया में मदद करता है क्लाउड मूल रूप से बड़े पैमाने पर मदद करता है इसलिए क्लाउड के लिए सुरक्षा और सुरक्षा प्रणाली के लिए हमारे पास सर्वर हैं जो क्लाउड के रूप में कार्य करते हैं और क्लाइंट डेटा के अनुसार निर्णय लेते हैं स्मार्ट ग्रिड में क्लाइंट की गोपनीयता के मुद्दों का भी ध्यान किया जा सकता है जिसे अधिक बेहतर तरीके से क्लाउड की मदद से हल किया जा सकता है लेकिन क्लाउड सुरक्षा और गोपनीयता के रूप में फिर से क्लाउड सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता है और इसलिए हमें क्लाउड के मामले में गोपनीयता की चिंताएं हैं जो क्लाउड में अंतर्निहित हैं स्मार्ट ग्रिड के मामले में गोपनीयता की चिंता पारंपरिक स्मार्ट ग्रिड और कैसे इन 2 गोपनीयता चिंताओं को आगे एकीकृत तरीके से संबोधित किया जा सकता है कुछ ऐसा है जिसे विभिन्न लोग अलग अलग शोधों में देख रहे हैं तो इसके साथ ही हम यहां पर अंत में आते हैं आपके लिए कुछ संदर्भ दिए गए हैं इसलिएयह विशेष पेपर जो की मेरे द्वारा लिखा गया है यह IEEE संचार पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया है और कुछ अन्य पत्र हैं जिनका मैं पहले से ही इलेक्ट्रिकल वाहनों में प्लग और हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहनों में प्लग के बारे में उल्लेख कर रहा था इस विशेष पेपर में आप समझ सकते हैं कि कैसे स्मार्ट ग्रिड और PEV या PHEV संदर्भ में डायनामिक् मूल्य निर्धारण को कैसे संभव बनाया जा सकता है यह एक ऐसा समाधान है जो स्मार्ट ग्रिड से क्लाउड के एकीकरण के बारे में बात करता है यह विशेष पेपर जो समानांतर और वितरित सिस्टम पर IEEE संचार में प्रकाशित किया गया है मैं कह सकता हूं यह एक तरह का महत्वपूर्ण और एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है इसलिए इस विशेष पेपर के माध्यम से कोई भी स्मार्ट ग्रिड के साथ क्लाउड के एकीकरण से चरणबद्ध होने जा रही विभिन्न चुनौतियों या विभिन्न पहलुओं जैसे आवासीय ऊर्जा प्रबंधन को स्मार्ट ग्रिड में कैसे किया जा सकता है जैसे अलग अलग पहलुओं को समझ सकता है ऐसा ही एक शोध पत्र यहाँ पर दिया गया है और वाहनों के ऊर्जा नेटवर्क में किस तरह से ऊर्जा का प्रबंधन किया जा सकता है जो इस विशेष पेपर में अंत में दिया गया है तो ये अलग अलग शोध पत्र हैं जो विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते हैं कुछ अन्य शोध पत्र भी यहाँ दिए गए हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्र सूचीबद्ध हैं इसलिए यदि आप स्मार्ट ग्रिड के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो ये स्मार्ट ग्रिड के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण समृद्ध स्रोत हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इस विशेष व्याख्यान में क्या करने की कोशिश की है कि हमारी चर्चाओं को प्रेरित करने के स्तर पर रखें और समझने की कोशिश करें कि स्मार्ट ग्रिड कैसे महत्वपूर्ण है लेकिन हम स्मार्ट ग्रिड बनाने के तरीके के बारे में गहन चर्चा से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहां मूल रूप से हमारा ध्यान स्मार्ट ग्रिड बनाने पर नहीं है लेकिन स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न पहलू क्या हैं इस पर है यदि किसी को स्मार्ट ग्रिड में रुचि है विशेष रूप से पावर सिस्टम पृष्ठभूमि से किसी को पता है और अगर वे एक स्मार्ट ग्रिड बनाने के लिए इच्छुक हैं तो विभिन्न मुद्दे क्या हैं जिनका ध्यान रखना है यह व्याख्यान इस विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करता है और कैसे स्मार्ट ग्रिड आईओटी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हमारा कोर्स IoT पर है चीजों का इंटरनेट हम वास्तव में इन तकनीकों में से प्रत्येक को गहराई से समझना नहीं चाहते हैं लेकिन हम अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी पेश करना चाहते हैं स्मार्ट ग्रिड एक ऐसी तकनीक है या एक ऐसा पहलू जिसे हम समझना चाहते थे और इसलिए यही कारण है कि हम स्मार्ट ग्रिड के बारे में समझ के इस उच्च स्तर पर खुद को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और वास्तव में स्मार्ट ग्रिड कैसे बनाया जा सकता है इस बारे में गहराई से कोशिश नहीं कर रहे है तो यह मूल रूप से आपको एक स्मार्ट ग्रिड का निर्माण करने के लिए एक अलग सेमेस्टर पाठ्यक्रम की आवश्यकता है अगर किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के साथ रुचि है तो वे इसमें भाग ले सकते हैं लेकिन यह आप जानते हैं कि हम विशेष रूप से IoT पर ध्यान दे रहे हैं विभिन्न महत्वपूर्ण सूक्ष्मताओं को समझना महत्वपूर्ण है जो स्मार्ट ग्रिड के निर्माण में शामिल हैं और क्यों स्मार्ट ग्रिड की आवश्यकता है और आईओटी संदर्भ में स्मार्ट ग्रिड के निर्माण के पीछे क्या प्रेरणा है इसलिए इसके साथ हम चीजों के इंटरनेट के संदर्भ में स्मार्ट ग्रिड पर चर्चा के अंत में आते हैं